अंतिम कक्षा में हमने स्पेक्टैक्यलर विफलताओं को देखना शुरू किया था हमने बोस्टन मोलेसेस आपदा को देखा जिसके बाद लिबर्टी जहाज हादसा हुआ उन दोनों मामलों में विफलता इसके संचालन के कुछ वर्षों के तुरंत बाद हुई बोस्टन में मोलेसेस की विफलता के मामले में यह तीन साल बाद था लिबर्टी जहाज में पहले साल में ही आपको फ्रैक्चर के बारे में रिपोर्ट मिलनी शुरू हो गई थी और जहाज के दो भाग में टूटने का मामला भी था जब इसे डॉक में रखा गया था कॉमेट डीजास्टर अब हम तीसरी स्पेक्टैक्यूलर विफलता को देखते हैं यह कॉमेट आपदा है डी हैविल और कॉमेट दुनिया का पहला वाणिज्यिक जेटलाइनर जो 1952 में सर्विस में आया था देखिए अब आप के लिए आज जेट एयर प्लेनस बहुत आम हैं तो आपको महसूस करना होगा कि यह तो पहला जेट एयरलाइनर था इसलिए पहली बार कई तकनीकों का प्रयास किया गया था तो उस दृष्टिकोण से पूरी डिजाइन एक इंजीनियरिंग चुनौती थी जेट एयरलाइनर का क्या फायदा है प्रोपेलर आधारित विमानों के विपरीत कॉमेट ने मौसम के ऊपर उड़ान भरी समताप मंडल में 8 मील ऊपर और एक शांत और अच्छी सवारी प्रदान की तो यही महत्वपूर्ण है साधारण प्रोपेलर विमान वे कम ऊंचाई पर उड़ते हैं यह बहुत आवाज करते है और सवारी भी आम तौर पर बंपी होती है तो अब आप उस समस्या से बाहर आने में सक्षम हैं लाभ यह है कि यह एक शांत और सुगम यात्रा है और केबिन पूरी तरह से दबाव में है एक जेटलाइनर का यही लाभ है और यदि आप देखते हैं तो इसके संचालन के पहले वर्ष में कॉमेट ने कुल 104 मिलियन मील की दूरी 28000 यात्रियों के साथ तय की तो इसे एक सफलता माना जाता है यह कॉमेट विमान का समग्र दृश्य है और आप देख सकते हैं इंजन थोड़ा अलग हैं ये वैसा नहीं है जैसा आपके पास अभी है और यह आकृति रॉयल एयर फोर्स म्यूजियम लंदन से ली गयी है क्या समस्या थी यह असफल क्यों हुआ अगर आपने देखा था कॉमेट में एक चालक दल के पास बचने की खिड़की थी जो काफी बड़ी थी मैं चाहता हूं कि आप इसका एक स्केच बनाएं जबकि आधुनिक विमान मे खिड़की इस तरह संकीर्ण है कोई भी आश्चर्य कर सकता है कि क्या बाहर निकालने के आकार में एक छोटा सा बदलाव भी विफलता का कारण बन सकता है वास्तव में इनमें से कुछ के लिए आपको यह महसूस होता है कि यह काम करेगा या नहीं यूएस सिविल एरोनॉटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में उड़ान भरने के लिए कॉमेट को एक वायु योग्यता प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया जो विशुद्ध रूप से निर्णय से बाहर था वे एक लार्ज ओपनिंग के बारे में उलझन में थे क्योंकि जब आपके पास ओपनिंग है तो यह एक स्ट्रेस संकेंद्रण की तरह काम करता है इसलिए वे इससे अधिक सहज नहीं थे इसलिए उन्होंने US कॉमेट जो भारत से उड़ान भरता है उसे वायु योग्यता प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया इसने दुनिया के बाकी हिस्सों में भी उड़ान भरी और क्या हुआ था यहाँ फिर से सर्विस में बहुत जल्दी विफलता हुई केवल 18 महीने की सर्विस के बाद दो विमान एक दूसरे के तीन महीने के भीतर गायब हो गए वास्तव में कलकत्ता से बाहर कॉमेट की एक दुर्घटना भी हुई थी इस सब के साथ 10 जनवरी 1954 तक जनता का विश्वास बरकरार था तो उस दिन क्या हुआ था कि रोम से प्रस्थान करने वाला कॉमेट 26000 फीट की ऊंचाई से समुद्र में डूब गया तो लोगों ने सोचा इसके संरचनात्मक पहलू में कुछ समस्याएं हैं इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि उड़ान में रहस्यमय तरीके से लापता होने वाले विमानों को कारण का आकलन करने के लिए बहुत बारीकी से देखा जाना था इसलिए उन्होंने क्या किया था उन्होंने समुद्र से मलबे को निकाल लिया और उन्होंने विमान का पुनर्निर्माण किया और जो उन्होंने आश्चार्य के साथ पाया कि ढाचा स्वयं विफल हो गया था जिसकी कल्पना नहीं की गई थी केवल जब उन्होंने समुद्र से मलबे को बरामद किया जब उन्होंने उन सभी को एक साथ रखा तो उन्होंने पाया कि केबिन स्वयं विफल हो गया था तो निष्कर्ष यह था कि विफलता केबिन के विस्फोटक विसंपिड़न के कारण थी आपको क्या देखना होगा क्योंकि यह सर्विस में पहला जेटलाइनर था इंजीनियरों ने सबअसेंबली साथ ही असेंबली और पूर्ण विमान का परीक्षण करने के लिए विभिन्न परीक्षण तैयार किए थे ऐसा नहीं है कि परीक्षण के बिना विमान को उड़ान भरने की अनुमति दी गई थी वास्तव में जब कोई नया घटनाक्रम होता है तो ये सेलिब्रिटीज हैं जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं वास्तव में मुझे बताया गया था कि रानी एलिजाबेथ ने कॉमेट में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की है सौभाग्य से कुछ भी नहीं हुआ देखिए आपने कनिष्क हवाई दुर्घटना के बारे में सुना होगा जो समुद्र में डूब गया था यह एक आतंकवादी हमले के कारण था ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि विमान में एक संरचनात्मक विफलता थी और इस वजह से यह विफल हो गया ऐसा नहीं था जब तक दुर्घटनाएँ नहीं हुईं लोगों ने सोचा कि कॉमेट काफी ठीक था और उस विमान में यात्रा करना एक प्रतिष्ठा थी जिस तरह से लोगों ने इसे देखा जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कॉमेट सबसे अच्छी तरह से टेस्ट किया गया यात्री विमान था जो उस समय बनाया गया था अच्छी तरह से देखिए यह सापेक्ष है उस समय वे कई परीक्षण भी नहीं करते थे लेकिन कॉमेट पर उन्होंने जो परीक्षण किए थे वो काफी थे उन्होंने एक केबिन के विसंपिडन परीक्षण का अनुकरण किया जिसमें पता चला कि यह परीक्षण का सामना कर सकता है तो उन्होंने जो परीक्षण किया था सब के साथ एक विफलता थी इसलिए लोगो को वापस जाना होगा और फिर से देखना होगा कि क्या परीक्षण पर्याप्त थे वास्तव में यह वही है जो ब्रिटेन में समिति ने किया था और उन्होंने एक नया परीक्षण करने का सुझाव दिया था और नया परीक्षण क्या था नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक नए परीक्षण का फैसला किया जिसमें विसंपिडन के अलावा मोशन के प्रभावों का अनुकरण किया गया जैसे कि एयरफ्रेम और पंखों की फ्लेक्सिंग और आप टेस्ट रिग देख सकते हैं आप जानते हो कि यह बहुत बड़ा है उन्होंने एक पानी की टंकी का निर्माण किया था ताकि पूरा विमान जलमग्न हो जाए और आपने इसके बाहर पंख लगाए जो लचीले थे फ्लेक्सिंग नहीं किया गया था क्योंकि उड़ान में हवा की धाराओं के कारण पंख भी मुड़ सकते हैं और यह थोड़ा महंगा प्रयोग है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है पंख टैंक के किनारों में वॉटर टाइट स्लॉट्स से फैल गए उन्हें हाइड्रोलिक जैक द्वारा ऊपर और नीचे ले जाया गया तो यह एक सिमुलेटेड फटिग टेस्ट से अधिक और एक त्वरित है और उन्होंने एक आश्चर्य पाया आइए देखें कि आश्चर्य क्या था तो हुआ ये था 9000 घंटे की लगतार उड़ान के बाद दबाव गिरा और विमान के ढांचे में एक क्रैक पाया गया यह कहां हुआ यह बाहर निकलने की खिड़की के पास हुआ अमेरिकी प्रशासन इसे उड़ान भरने की अनुमति नहीं दे रहा था क्योंकि आकार जितना हो सकता था उससे बड़ा था और इससे क्रैक बढ गया तो एक बार जब आप विमान के ढांचे में एक छिद्र करते हैं तो आपके पास विसंपीड़न होता है यह केवल एक छोटा सा क्रैक था बाहर निकलने की खिड़की के कोने में एक छोटा सा क्रैक विफलता का कारण बना इसलिए जब मेरे पास एक छोटा सा क्रैक होता है तो वास्तविक दृष्टिकोण से यह क्रैक और खिड़की की लंबाई के जोड़ के बराबर व्यवहार करेगा यदि यह किसी एक कोने में है तो क्रैक कुछ मिलीमीटर का हो सकता है लेकिन यह कुल क्रैक जिस तरह से संरचनात्मक रूप से व्यवहार करेगा वह कुछ मिलीमीटर और इस विकर्ण की लंबाई का योग होगी तो यह वही है जो आपको ध्यान में रखना होगा जब आप वास्तव में एक नए डिजाइन के लिए जा रहे हैं तो आपको आश्चर्य होगा वास्तव में कंपनी इस विफलता के कारण दिवालिया हो गई और लाभार्थी बोइंग था तुम्हें पता है कि बोइंग भी अपने विमानों को डिजाइन कर रहा था इसलिए उन्होंने कॉमेट आपदा से सभी सबक लिए बोइंग में उपयुक्त संशोधन किए तभी बोइंग एक सफल एयरलाइनर बन गया तो आपको जो देखना होगा वह ये है वर्ग खिड़कियों के अलावा डिजाइन चरण में रहते हुए भी नए विमान का परीक्षण अपर्याप्त था इसलिए यह संभावित निष्कर्षों में से एक हो सकता है क्योंकि उन्होंने सोचा था कि उन्होंने पर्याप्त संख्या में परीक्षण किए थे लेकिन परीक्षण पर्याप्त नहीं थे और मैंने पहले भी उल्लेख किया था वास्तविक स्थिति में भार का अनुकरण करना एक सरल कार्य नहीं है क्योंकि आपको यह आकलन करना होगा कि सर्विस भार क्या हैं उन्होंने पंखों के लचीलेपन को नजरअंदाज कर दिया था साथ ही शुरू करने पर पाया कि जब आप इसे शामिल करते हैं तो यह स्पष्टीकरण प्रदान करता है कि कॉमेट के रूप में उन्होंने जो संरचना बनाई थी वह पूरी तरह से डिज़ाइन नहीं की गई थी एक डिजाइन दोष था और कॉमेट में संरचनात्मक समस्याएं थीं वास्तव में यदि आप फटिग के विकास के कुछ शुरुआती इतिहासों को देखते हैं तो वह समय जहां वे इतने चक्रों के बाद पता लगा पा रहे थे कि संरचनाएं विफल हो जाएंगी अटलांटिक महासागर को पार करना एक बड़ा काम था यह एक साधारण काम नहीं है अब हर दूसरा व्यक्ति दुनिया भर में यात्रा करता है लोग यह भी नहीं सोचते कि यह एक मुश्किल काम है इसलिए विमानन के शुरुआती दिनों में अटलांटिक को पार करना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था और कुछ इंजीनियर इस पर काम कर रहे थे वे गणना कर रहे थे जब तक आप अटलांटिक को एक बार पार करते हैं तब तक विमान विफल हो जाएगा क्योंकि उस संरचना की फटिग लाइफ इस तरह की है यह केवल उतने ही चक्रों का सामना कर सकती है ताकि यह अटलांटिक से गुजर जाए वास्तव में ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं यह केवल दुर्घटनाओं के माध्यम से आप पाते हैं कि सुधार को डिजाइन में शामिल करना होगा अलोहा एयरलाइन फेल्योर अब हम एक और बहुत प्रसिद्ध दुर्घटना की ओर बढ़ते हैं यह अलोहा एयरलाइंस की बोइंग की ढाचे की विफलता है और यह दुर्घटना थोड़ी अलग है आप जानते हैं तीनों अन्य मामलों में हमने देखा कि दुर्घटनाएँ सर्विस में बहुत जल्दी हुईं या संरचना के निर्माण और सर्विस में आने के कुछ वर्षों के भीतर हुईं यहां यह 19 साल बाद हुआ है वास्तविक डिजाइन का जीवन 20 साल था तो आप इसे अलग कर देख सकते हैं ठीक है यहाँ 19 साल हो गए मुझे असफलता की चिंता क्यों है विभिन्न कारणों से स्पैक्टैक्युलर विफलताएँ थी कल्पना कीजिए कि आप एक उच्च ऊंचाई पर उड़ रहे हैं अचानक छत का एक हिस्सा उड़ जाता है आप एक छत के बिना हैं यह हुआ और सौभाग्य से क्योंकि पायलट के पास अनुभव था उसने विमान को सुरक्षित रूप से उतारा और केवल एक ही हताहत की सूचना मिली आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो उड़ान भरने के लिए जाते हैं ऐसी घोषणा होंगी कि उड़ान बेल्ट का साइन बंद है लेकिन यह अनुशंसा की जाती है कि आप आपात स्थिति के लिए बेल्ट को लगा कर रखते है कई बार आप हमेशा सफर करने वालों को जानते हैं कि वे यह सोचकर बेल्ट नहीं लगाते कि सब कुछ सुरक्षित है अलोहा एयरलाइन की विफलता में यदि आप वापस जाते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या किया था सिर्फ इसलिए कि लोग सीटों से बंधे थे वे सभी बच गए थे क्योंकि एक बार एक विस्फोटक विसंपीड़न होने के बाद लोग बाहर खींच जाएंगे वह केवल स्टूवर्ड था जो खड़ा था बाहर खींच गया था केवल एक हताहत हुआ था इसलिए अपनी उड़ान पे बेल्ट लगाना हमेशा विवेकपूर्ण होता है तब भी जब उस बारे में कोई घोषणा न हो तो ऐसा क्यों हुआ ऐसे इंजीनियरिंग आगे बढ़ती है लोग इसे नहीं समझते हैं जब मैंने इसे 20 साल के लिए डिजाइन किया था तो यह 19 साल में क्यों विफल हो गया इसलिए जब उन्होंने पोस्टमॉर्टम किया तो उन्होंने पाया कि व्यापक संक्षारण मुख्य दोषी था और उस उड़ान से पहले भी ऐसा प्रतीत होता है कि एक यात्री ने छत के कुछ हिस्से में एक लॉगिट्यूडनल फ्यूसलेज में क्रैक को देखा था हालांकि यह उड़ान चालक दल या ग्राउंड स्टाफ को सूचित नहीं किया गया था इसलिए लोगों को कुछ सबूत मिले थे कि क्यों सब कुछ एक विशेष हिस्से में विफल रहा यात्री ने एक क्रैक देखा था लेकिन उसने इसकी सूचना नहीं दी आप डर जाएंगे आप जानते हैं आप नहीं जानते हैं यात्री इंजीनियर नहीं हो सकता है वह देखने के लिए एक आम यात्री होता है वह समझ नहीं पाया होगा कि क्रैक की भूमिका क्या है लेकिन इस दुर्घटना ने विमानन इतिहास को बदल दिया है यह जेट युग के आरंभ में एक महत्वपूर्ण मोड़ था संक्षारण और संक्षारण नियंत्रण पर बहुत कम या कोई ध्यान नहीं दिया गया था तो लोगों को एहसास हुआ कि संक्षारण नियंत्रण डिजाइन चरण में समान रूप से महत्वपूर्ण है देखें यदि आप एक विमान को देखते हैं तो यह समुद्र से उड़ता है और पश्चमी देशों में भी बर्फ का जमाव होगा वह सब जो संक्षारक वातावरण को प्रेरित करता है जब तक आप पूरे पानी को बंद होने नहीं देते हैं और ध्यान से देखते हैं कि क्या पानी रहने की संभावना है यदि आप डिजाइन में इस तरह के संशोधन नहीं करते हैं तो संक्षारण एक समस्या है विमानन के लोगों ने इसे समझा और बोइंग 777 के मामले में और बाद में 737 के संस्करणों ने संक्षारण की रोकथाम में महत्वपूर्ण सुधार किया डिजाइन और विनिर्माण में नियंत्रण को शामिल किया है लैसन फ्रॉम स्पेक्टेक्युलर फेल्योर हमने पिछले 70 वर्षों में या तो 70 वर्षों की अवधि में विफलताओं को देखा था और इन विफलताओं में से प्रत्येक के मुख्य सबक क्या थे इन विफलताओं में से प्रत्येक को एक विशेष सुधार या कारण की पहचान करने के लिए चुना गया था जिसे इंजीनियरिंग क्रियाकलाप में देखने की आवश्यकता है बोस्टन मोलेसेस टैंक की विफलता के मामले में इसने संरचनात्मक व्यवस्था में निगरानी के महत्व को सामने लाया है आप जानते हैं यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है आप में से कई लोग अपनी साईकिल का उपयोग कर रहे होंगे मुझे नहीं पता कि आपको प्रिवेंटिव रखरखाव की आदत है बस तेल का एक बूंद डाले आप ऐसा कभी नहीं करते लोग इतने आलसी हो गए हैं आप इसे बनाए रखने के बजाय संक्षारण लगाने और एक नया साइकिल खरीदना पसंद करते हैं संरचनात्मक स्वास्थ निगरानी का पहला सिद्धांत है आपको प्रिवेंटिव रखरखाव करना होगा आपको निगरानी करनी होगी कि क्या हुआ है संरचना ठीक है या नहीं इसने संरचनात्मक स्वास्थ्य निगरानी के महत्व को क्यों सामने लाया है यदि आप इसका निरीक्षण करना चाहते हैं तो भी कोई प्रावधान नहीं है क्या हुआ था टैंक के मालिक ने इसे भूरा रंग दिया था और मोलेसेस भी भूरे रंग की होती है इसलिए भले ही कोई रिसाव हुआ हो दृश्य निरीक्षण के माध्यम से इसे जल्दी से देखना संभव नहीं था और लिबर्टी जहाज की विफलता ने सामग्री के व्यवहार पर तापमान प्रभाव के महत्व को सामने लाया वास्तव में बोस्टन मोलेसेस टैंक की विफलता में केवल एक टैंक था जो विफल हो गया लिबर्टी जहाज की विफलता के मामले में आपके पास हजारों जहाजों में बड़े फ्रैक्चर थे और उनमें से कुछ दो भागो में टूट गए तो निश्चित रूप से जिन इंजीनियरों ने डिजाइन और निर्माण किया था उनसे पूछताछ की जाएगी विफलताओं की इतनी बड़ी संख्या क्यों थी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू सामने आया कि कम तापमान पर एक सामग्री के ब्रिटल व्यवहार का कारण बन सकता है और कॉमेट आपदा ने उस पर प्रकाश डाला कि क्रैकस स्ट्रेस संकेद्रण क्षेत्रों में विकसित हो सकती हैं और फटिग भार के कारण सर्विस में बढ़ सकती हैं और हमने यह भी देखा कि उनके द्वारा किए गए परीक्षण की संख्या पर्याप्त नहीं थी हालांकि उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि वे पर्याप्त थे और उड़ान भरने की अनुमति दी गई थी तो आपको हमेशा परीक्षण के दौरान सर्विस भार के उचित सिमुलेशन को देखना होगा यह किसी भी चुनौतीपूर्ण डिजाइन परिदृश्यों में बहुत महत्वपूर्ण है तो अलोहा एयरलाइन बोइंग फ्यूसलेज विफलता के मामले में यह स्ट्रेस संक्षारण के महत्व को सामने लाया एक बार जब आप समझ गए हैं कि स्ट्रेस संक्षारण एक कारण हो सकता है तो विमानन उद्योग ने संक्षारण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए डिजाइन में सुधार किया यह बहुत महत्वपूर्ण है और हम संक्षेप में देखते है इन सभी विफलताओं से आप किस तरह की सीख प्राप्त कर सकते हैं कुछ समानताएँ हैं इन विफलताओं में संरचना चेतावनी के बिना अलग हो गईं अगर प्लास्टिक विरूपण या बड़े विक्षेपण जैसी चेतावनी थी तो लोगों ने कम से कम लोड को कम करके स्थिति को समान्य करने का प्रयास किया होगा या ऐसा कुछ किया होगा ऐसी कोई चेतावनी नहीं थी तो इसका मतलब है कि तब तक सामग्री व्यवहार की समझ सीमित थी उन्हें कुछ समझ थी लेकिन जब उन्होंने अपने डिजाइन की सीमा को बढ़ाया तो यह विफल हो रहा था अन्य महत्वपूर्ण अवलोकन है कोई स्पष्ट प्लास्टिक विरूपण नहीं देखा गया था यद्यपि हम बाद में देखेंगे स्थानीयकृत प्लास्टिक विरूपण होगा एक पूरे संरचना के रूप में कोई दृश्य प्लास्टिक विरूपण नहीं था आप जानते हैं कि आपने कभी लिबर्टी जहाज को कांच से नहीं बनाया वे सभी डक्टाइल सामग्रियों से बने थे और आप पाते हैं कि डक्टाइल सामग्रियों से बनी संरचनाएं ब्रिटल तरीके से विफल हो गईं यह केवल ब्रिटल सामग्री है जो चेतावनी के बिना विफल हो जाएगी इसी तरह की स्थिति डक्टाइल सामग्रियों से बनी संरचनाओं के लिए हुई है और यदि आप उन कारकों को देखते हैं जो एक ब्रिटल विफलता को ट्रिगर करते थे हम एक एक करके देखेंगे तो उनमें से कुछ आप समझ पाएंगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे पहला बिंदु है की सामग्री में निहित दोष के कारण स्ट्रेस की एक त्रिअक्षीय स्थिति की उपस्थिति है देखें आप सभी ने स्ट्रेस संकेद्रण की समस्या को देखा है आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पहले स्तर के पाठ्यक्रम में बताया गया है कि जब एक ज्यामितीय अनिरंतरता होती है तो उस के आसपास के क्षेत्र में स्ट्रेस अधिक होगा इसी के बारे में लोग बात करते हैं मान लीजिए कि आप एक छेद के साथ एक प्लेट का लेते हैं तो आपके पास छेद सीमा के पास स्ट्रेस संकेद्रण है मान लीजिए कि आप दो स्थितियों को लेते हैं एक प्लेट छेद के बिना और एक छेद के साथ जब मैं छेद के बिना एक प्लेट के मामले में युनिएक्सियल टेंशन लागू करता हूं तो मेरे पास केवल एक एकाक्षीय स्ट्रेस क्षेत्र होगा जिस क्षण मैंने एक छेद रखा मेरे पास स्ट्रेस संकेद्रण है और छेद के आसपास के क्षेत्र में स्ट्रेस क्षेत्र द्वि अक्षीय हो जाता है तो आपके पास एकाक्षीय रूप से बाहरी भार लागू है लेकिन स्ट्रेस संकेद्रण के आसपास के क्षेत्र में स्ट्रेस क्षेत्र द्वि अक्षीय है मान लीजिए कि मेरे पास एक क्रैक है नमूने की मोटाई भी प्रभाव में आती है और आपके पास स्ट्रेस की त्रिअक्षीय स्थिति भी होगी जिसे हम फ्रैक्चर यांत्रिकी विकास के दौरान देखेंगे तो अवलोकन यह है की स्ट्रेस की एक त्रिअक्षीय स्थिति की उपस्थिति थी और लिबर्टी विफलता के मामले में आपने पाया कि कम तापमान था और अलोहा के मामले में संक्षारण के कारण एजिंग होने लगी थी और क्या हुआ था - उसमें अंतर्निहित ख़ामियाँ थीं और ये क्रैकस फटिग भार के कारण महत्वपूर्ण स्तरों में बढ़ी और एक अन्य पहलू लोडिंग की तीव्र दर है जैसे कि विसंपिड़न या थर्मल शॉक क्योंकि यदि आप कुछ स्पैक्टैक्युलर विफलताओं से जानना और सीखना चाहते हैं तो आपको उन विशेषताओं को देखना होगा जो बहुत स्पष्ट थीं और इन विफलताओ के बीच कम या अधिक समानता थी फ्रैक्चर बेन ऑर बून अब सवाल यह है हम सर्विस में एक संरचना के फ्रैक्चर के बारे में बात कर रहे हैं जिसे टाला या रोका जाना चाहिए आपको एक धारणा मिलती है की हर तरह से फ्रैक्चर से बचा जाना चाहिए ऐसा कभी नहीं होता इसलिए जब आपने घर्षण सीखा था जब आप ब्रेक लगाना चाहते थे तो घर्षण आवश्यक था जब आप इंजन की दक्षता में सुधार करना चाहते हैं तो घर्षण आवश्यक नहीं है इसलिए घर्षण की आवश्यकता होती है और साथ ही आवश्यकता नहीं भी होती है वहीं पर कुछ मामलों में फ्रैक्चर की आवश्यकता होती है कई संरचनाओं में फ्रैक्चर की आवश्यकता नहीं है तो यह हमेशा डूऐलिटी में आता है आपको संदर्भ के आधार पर पता लगाना और मूल्यांकन करना होगा यहाँ इसका उल्लेख किया गया है कि फ्रैक्चर वास्तव में शाप नहीं है क्योंकि मानव जीवन के कई उपयोगी पहलू फ्रैक्चर पर निर्भर करते हैं क्या आप सोच सकते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी फ्रैक्चर पर निर्भर करती है क्योंकि हम इसे लागू नहीं करते हैं आप जानते हैं हम बहुत सी चीजें हासिल करते हैं यदि आप एक वैज्ञानिक हैं तो आपको जाँच करनी होगी और हर चीज का एक कारण पता लगाना होगा अनाज पीसने जैसी सरल चीज यदि आप चाहते हैं कि आपके पास चपाती हो तो आपको गेहूं का आटा चाहिए आपको गेहूं का आटा कैसे मिलता है यदि अनाज पिसा नहीं है और आप इसे पाउडर के रूप में नहीं बनाते हैं तो आप अपनी चपाती की दैनिक खुराक प्राप्त नहीं करेंगे इस तरह के सामान्य रोजमर्रा के महत्वपूर्ण गतिविधि में फ्रैक्चर की आवश्यकता होती है इतना ही नहीं अगर आप औषधीय दुनिया में देखते हैं उन्होंने पाया कि दवा का बेहतर अवशोषण होता है जब उसका महीन पाउडर बनाते हैं मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग जानते हैं आप सभी एक कैप्सूल लेते हैं और अगर यह आपकी जीभ को छूता है यह मीठा होता है यह इसी उद्देश्य को पूरा करता है यदि आप कैप्सूल खोलते हैं तो आपको अंदर एक बहुत महीन पाउडर मिलेगा सामान्य रूप से पाउडर कड़वा हो सकता है यदि आप इसे कैप्सूल में नहीं डालते हैं तो आप इसे निगल नहीं पाएंगे लेकिन कैप्सूल में आपके पास पाउडर है तो इन सभी पाउडरों के लिए आपको उपयुक्त फ्रैक्चर की आवश्यकता है तो फ्रैक्चर महत्वपूर्ण है इतना ही नहीं मान लीजिए कि आपको पहाड़ों में सड़कें बिछानी हैं या सुरंग खोदनी है और पुरानी इमारतों को ध्वस्त करने के लिए प्रभावी ढंग से और चुनिंदा सामग्रियों को हटाने के लिए फ्रैक्चर का ज्ञान आवश्यक है वास्तव में डिस्कवरी चैनल में वे दिखाते हैं कि कैसे वे उपयुक्त शैली में डेटोनेटर का उपयोग विध्वंस के उत्पाद के बिना पुरानी इमारतों को गिराने के लिए करते हैं क्योंकि उस बिल्डिंग रेंज से बाहर सार्वजनिक इलाके है जहां पास में कई अन्य इमारतें हैं और यदि आप किसी इमारत को गिराना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितने डेटोनेटर चाहिए किस क्रम में आपको फायर करना है उसकी ताकत क्या होनी चाहिए इन सभी में फ्रैक्चर की समझ की आवश्यकता होती है तो फ्रैक्चर एक शाप नहीं है कॉमन एप्लिकेशनस ऑफ फ्रैक्चर फ्रैक्चर प्रिवेंशन कुछ मामलों में इसकी आवश्यकता है इसे कुछ मामलों में रोका जाता है और यदि आप हमारे दिनभर के जीवन को देखते हैं और उसकी पड़ताल करते हैं तो हमने किसी न किसी तरह से फ्रैक्चर की समझ का उपयोग किया है हम उनमें से कुछ को देखेंगे मान लीजिए कोई आपको कागज की एक शीट देता है आप इसे कैसे लेंगे आप जाकर कागज नहीं लेंगे और इसे इस तरह खींचेंगे यदि आप इसे इस तरह खींचते हैं तो कागज के अलग होने के तरीके पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होगा आप इसे लेंगे और एक तह डालेंगे और फिर इसे फाड़ देंगे आपने क्या समझा है वह कागज एक फटने की क्रिया द्वारा खुद को बहुत अच्छी तरह से अलग करता है आपको यह अनुभव से मिला है आपने घर्षण यांत्रिकी सिद्धांत को इसमें संलग्न नहीं किया है अब घर्षण यांत्रिकी सीखने के बाद आप यह कह सकते हैं कि जो टियरिंग क्रिया आप देखेंगे वह तीन मोड में है और अगर आप कार्यशाला में जाते हैं अगर उनके पास एक बहुत मोटी पट्टी है अगर उन्हें दो भागो में अलग करना है तो वे सामान्य रूप से क्या करेंगे वे एक तरफ एक क्रैक करेंगे और एक बीम को समान्य आलंब के स्थिति में डालेंगे और उन्हें इसपर चोट करना होगा वे नहीं जाते और इसे ऊपर से नीचे तक काट लें तो इसमें अधिक समय लगेगा जबकि आप एक क्रैक करते हैं और फिर इसे दूसरी तरफ से मारते हैं यह बहुत अच्छी तरह से अलग हो जाएगा तो लोग इसे ऐसे करते हैं आपको पता नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं लोग प्रयोगों के कहीं आस पास भी नहीं आना चाहते हैं लोग हमेशा कंप्यूटर के सामने बैठना चाहते हैं सिमुलेशन करते हैं अच्छे रंग देखते हैं और इससे खुश रहते हैं आपको कार्यशाला में घूमना होगा और देखना होगा कि वे किस तरह की कार्य कर रहे हैं तो आप यहां क्या पाते हैं बार के शीर्ष पर मारा जाता है क्रैक फैलता है और अंततः बार को टुकड़ों में अलग करती है तो यह इस बारे में है कि हम फ्रैक्चर के ज्ञान को जाने बिना कुशलता से कैसे उपयोग करते हैं शुद्ध अनुभव से आप फ्रैक्चर ज्ञान की उपयोगिता को नियोजित करते हैं और यदि आप इसे देखते हैं तो कई इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में कई तंतुओ के बने केबल का उपयोग किया जाता है आपके पास कई तंतुओ से बनी लड़ी क्यों हैं यह फ्रैक्चर की रोकथाम के लिए है यदि किसी समग्री दोष के कारण कोई एक लड़ी विफल हो जाती है तो क्रैक का प्रसार नहीं होता है पर रुक जाता है देखें एक पहलू यह है कि जब आपके पास कई तंतु हैं तो आप चाहते हैं कि केबल लचीला हो यह इस तरह के एक उद्देश्य को पूरा करता है इस तरह का दूसरा उद्देश्य है भले ही गलती से एक तंतु विफल हो जाता है पर यह एक और क्रैक शुरू होने के कुछ समय पश्चात होगा लिबर्टी की विफलता के साथ यही समस्या थी जब पूरा जहाज वेल्डिंग से बना था तब एक क्रैक बनना शुरू हुआ यह बिना किसी प्रतिरोध के बढ़ा वे समझ गए उन्होंने क्रैक अरेस्टर बनाए और कुछ जहाजों को बचा लिया और यह भी कि आपको सभी केबल कार संचालन को देखना होगा क्योंकि अनिश्चितताएं बहुत अधिक हैं और परिणाम बहुत खराब होंगे अगर कोई विफलता होती है तो वे अक्सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी के कारक का उपयोग करते हैं मैंने पहले ही उल्लेख किया था कि जब आप यूनिटी के करीब फैक्टर ऑफ सेफ्टी का उपयोग करते हैं तो आपको एक बेहतर विश्लेषण करने की आवश्यकता है यदि आप कुछ प्राचीन मंदिरों को देखते हैं तो वे सभी ग्रेनाइट संरचनाओं से बने थे इसे कुछ नहीं होगा आपके पास हर जगह उस तरह की संरचना नहीं हो सकती है तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी को नीचे लाने की आवश्यकता है एक उच्च क्रम सुरक्षा होने से अच्छे इंजीनियरिंग अभ्यास में कोई इजाफा नहीं होता है यह केवल दिखाता है कि आप अपने डिजाइन के बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं और यदि आप कई पुलों को देखेंगे तो उनमें रिवेट जोड़ है आप उन्हें जहाजों के साथ साथ बॉयलरों में भी पाते हैं और वे क्रैक प्रसार के खिलाफ आन्तरिक सुरक्षा प्रदान करते हैं यदि आप देखते हैं तो रिवेट जोड़ों को बहुत सटीक मशीनिंग की आवश्यकता होती है यह इतना सरल नहीं है वेल्डिंग बहुत सरल है लेकिन अगर आपने जोड़ों में रिवेट लगाया है तो यह क्रैक प्रसार के खिलाफ आन्तरिक सुरक्षा के रूप में कार्य करता है इसलिए हालांकि कुछ रूपों में क्रैक की भूमिका और इसके प्रसार या नियंत्रण को अप्रत्यक्ष रूप से समझा जाता है पर एक उचित समझ केवल एक व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से संभव है यही इस पाठ्यक्रम मे हमने शुरू किया है ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ़ फोटोलास्टिसिटी और इस पाठ्यक्रम के लिए मैंने पहले उल्लेख किया था कि फोटोइलास्टिसिटी की तकनीक का मैं बड़े पैमाने पर उपयोग करने जा रहा हूं और इससे पहले कि मैं इस स्लाइड पर वापस आऊं हम जाएंगे और देखेंगे कि फोटोइलास्टिसिटी क्या है और मैं बेंडिंग के तहत बीम की एक बहुत ही सरल समस्या लूंगा मुझे पता है कि इस वर्ग में आप में से कुछ ने पहले ही प्रायोगिक विश्लेषण पर एक कोर्स किया है आप जानते हैं कि फोटोइलास्टिसिटी क्या है और वे कन्टूर क्या दर्शाते हैं लेकिन एक सामान्य दर्शक फोटोइलास्टिसिटी के संपर्क में नहीं आ सकते हैं और विशेष रूप से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कोर्स में जब आप स्ट्रेस की अवधारणा विकसित करते हैं तो मुख्य रूप से आपका ध्यान इस बात पर था कि उस रुचि बिंदु पर क्या होता है आपने एक बिंदु पर स्ट्रेस की स्थिति के लिए स्ट्रेस की परिभाषा के रूप मे PA को क्रम मे रखा है जब आप कहते हैं किसी बिंदु पर स्ट्रेस की स्थिति तो आपको पता चलता है कि सभी संभावित प्लेनस पर स्ट्रेस वेक्टर का मान क्या है जो उस रुचि बिंदु से गुजरते हैं तो आप उसे गणितीय रूप में एक स्ट्रेस टेंसर के रूप में प्रस्तुत करते हैं या आप एक मोहर सर्कल को देखते हैं मोहर सर्कल पर प्रत्येक बिंदु एक विशेष प्लेन को प्रस्तुत करता है इसलिए एक बिंदु पर स्ट्रेस की स्थिति की अवधारणा को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था आप देखते हैं कि सभी प्लेनस पर क्या होता है जो निर्धारित रुचि बिंदु से गुजरते हैं आप बहुत कम ही देखते हैं कि संरचना पर स्ट्रेस क्षेत्र की भिन्नता क्या है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप एक स्ट्रेस संकेद्रण समस्या को देख रहे हैं तो आपको केवल तभी ज्ञान प्राप्त होगा जब आप देखेंगे कि स्ट्रेस वितरण कैसा है और जब आप उस तरह की जानकारी को देखना चाहते हैं तो मुझे एक कंटूर की जरूरत है और कंटूर क्या है परिभाषा के अनुसार कंटूर पर चर का मान समान रहता है तो आप इस डोमेन में उन बिंदुओं का पता लगाते हैं जिनका स्थिर मान है और उन्हें एक पंक्ति में एक साथ जोड़ते हैं अब हम बेंडिंग के तहत एक बीम की समस्या लेते हैं मेरे पास 4 प्वाइंट बेंडिंग के तहत एक बीम है और इस केंद्रीय क्षेत्र में फ्लेक्सर सूत्र लागू है आप इस से बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा x का पता लगाने में सक्षम होंगे और यह रैखिक रूप से भिन्न होता है तो यह क्या है जो आपको यहाँ मिला क्योंकि मैं फोटोइलास्टिसिटी का परिचय देना चाहता हूं इसलिए मैं आपको दर्शाना चाहूंगा कि इस समस्या के लिए सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 की प्रकृति क्या होगी क्योंकि समस्या इतनी सरल है आप पूरी तरह से स्ट्रेस क्षेत्र को जानते हैं आप यह भी जानते हैं कि प्रिंसिपल स्ट्रेस की परिभाषा क्या है अब आप यह देखने की कोशिश करते हैं कि बीम के डोमेन में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 की प्रकृति क्या होगी मैं चाहूंगा कि आप इसे आज़माएं 2 मिनट लें और इसे देखने की कोशिश करें क्योंकि आपके पास जानकारी है मेरे पास यह स्ट्रेस गहराई के साथ रैखिक रूप से बदलता है और मैंने पहले ही उल्लेख किया है एक कंटूर कुछ नहीं है बल्कि आप एक संरचना में से पॉइंट्स निकालते हैं जिसमें सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का समान मान है और आपके पास यह सब जानकारी आपके फ्लेक्सर फॉर्मूले से उपलब्ध है मान लीजिए कि आप अपनी विश्लेषणात्मक समझ से अनुमान लगाते हैं कि इसकी प्रकृति क्या है और यह अनुमान है कि कंटूर कैसा हो सकता है और यदि आपकी सोच सही है तो हम अगले चरण पर आगे बढ़ सकते हैं फोटोइलास्टिसिटी द्वारा एक प्रयोग कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो कंटूर क्या दर्शाते हैं यदि वे मेल खाते हैं तो हम एक निश्चित प्रकार की समझ बना सकते हैं कि फोटोइलास्टिसिटी क्या देती है क्योंकि मैं फोटोइलास्टिसिटी शुरू करने के लिए मुख्य रूप से इस तरह का दृष्टिकोण लेता हूं क्योंकि यह स्ट्रेस से होकर आता है इसे देखने का दूसरा तरीका है क्रिस्टल ऑप्टिक्स पर जाएं पता करें कि ध्रुवीकृत बीम का क्या होता है जो उस बिंदु पर एक क्रिस्टल से गुजरता है रिफ्रेक्टिव इनडेक्स का क्या होता है इसे देखें अब इसे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 से संबंधित करें इसमें कम से कम 10 से 15 लेक्चर होंगे हम उस तरह का रास्ता नहीं अपनाएंगे हम एक समस्या को देखने और एक कंटूर को दर्शाने का एक बहुत ही सरल मार्ग लेंगे और फिर एक प्रयोग से पता लगाएंगे कि कंटूर कैसा दिखता है तुलना करके हम कुछ निष्कर्षों पर पहुंचेंगे और क्योंकि समस्या बहुत सरल है आप कह सकते हैं सिग्मा 1 सिग्मा x है आपके पास एक टेंशन पक्ष के साथ साथ एक संपीड़न पक्ष भी है टेंशन पक्ष में सिग्मा 1 सिग्मा x है और सिग्मा 2 शून्य है और चूंकि सिग्मा x रैखिक रूप से भिन्न होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 कंटूर के मान आन्तरिक भाग में रैखिक रूप से बादलते हैं यह बदलता है सिग्मा 1 क्या है और सिग्मा 2 क्या है यह टेंशन पक्ष और संपीड़न पक्ष में बदल जाएगा लेकिन अंततः सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का मान सिग्मा X के मान से तय किया जाएगा इसलिए यदि आप कंटूर के अर्थ को समझते हैं और इसे निरंतर बेंडिंग मोमेंट के क्षेत्र में बदलते हैं तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 कंटूर मे क्षैतिज रेखाएं होना चाहिए क्योंकि यह उन सबसे सरल समस्याओं में से एक है जो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सीखते हैं और आपके पास लोडिंग के बिंदुओं से दूर डोमेन के हर बिंदु के लिए समाधान है इसलिए मैंने 4 प्वाइंट सपोर्ट का एक बीम दिखाया है लेकिन मैंने केवल एक क्षेत्र लिया है आप इसे देख सकते हैं यह लोडिंग के बिंदु से दूर है मैंने इसे अंत तक नहीं बढ़ाया है इसलिए जब आप सहायक बिंदुओं के करीब जाते हैं तो आप पाएंगे की विचलन होगा तो एक सरल गणना आपकी समझ के अतिरिक्त यह दर्शाती है कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 जो क्षैतिज रेखाएं होंगी यह एक कंटूर है तो मैं क्या करने जा रहा हूं मैं अब एपॉक्सी से एक बीम बनाऊंगा जो एक फोटोइलास्टिक सामग्री है और फिर इसे पोलरिस्कोप नामक उपकरणों में डाल दूंगा और इसे मोड़ दूंगा यह क्या है जो मैं करने जा रहा हूं और मैं यह देखने जा रहा हूं कि ऑप्टिकल तकनीक क्या देती है हम पहले ही कह चुके हैं कि कंटूर को क्षैतिज होना चाहिए आइए देखें कि आपके पास परिणाम के रूप में क्या है तो यहाँ आपके पास यह बीम है और आप यहां क्या पाते हैं कि बेंडिंग मोमेंट का मान लगातार 1Mb से बढ़ाकर दो गुना हो जाता है और फिर तीन गुना और हम इस मामले को देखेंगे तो आपके पास यहां क्या है मेरे पास क्षैतिज कंटूर है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 के कंटूर होने चाहिए क्योंकि यही हमारी विश्लेषणात्मक गणना से पता चलता है कि उन्हें क्षैतिज होना है वे क्षैतिज हैं और मैंने पहले ही चेतावनी दी थी लोडिंग के बिंदुओं के पास छोटे विचलन होंगे यहाँ यह इस क्षेत्र में पूरी तरह से सीधा नहीं है आप इसे क्षैतिज रेखाओं के रूप में देख सकते हैं और एक और दिलचस्प बात यह है आप जानते हैं कि ये वास्तव में एक प्रयोग में देखे गए रंग हैं और यह पूरी तरह से एक ऑप्टिकल घटना है जब एक सफेद रोशनी का उपयोग किया जाता है तो प्रकृति इसे ऐसे समृद्ध रंगों में प्रकट करती है यह बहुत अच्छा है इसलिए आपको स्ट्रेस विश्लेषण करने के लिए एक उत्साह मिलता है क्योंकि आप अच्छे रंगों के फ्रिंज को देख सकते हैं और कुछ प्रशिक्षण के साथ आपके लिए 0 1 2 के रूप में फ्रिंज को लेबल करना संभव है और जब लोड तीन गुना हो जाता है तो आपके पास अधिक संख्या मे फ्रिंज होती है रैखिक इलास्टिसिटी में जब लोड दोगुना हो जाता है और जब लोड तीन गुना हो जाता है तो आप देखते है की स्ट्रेसस भी उत्तरोत्तर बढ़ जाता है तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि जो भी कंटूर मुझे फोटोइलास्टिक फ्रिंज पैटर्न में मिलती है उसे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 के कंटूर के रूप में माना जा सकता है तो इसे आपको ध्यान में रखना होगा लेकिन हमने जो समस्या ली है वह बहुत खास है यहां तक कि अगर आपने केवल सिग्मा x के कंटूर दर्शाए थे वे क्षैतिज बने रहेंगे लेकिन यह केवल एक विशेष स्थिति है एक सामान्य वातावरण में यह केवल सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 है जो फोटोइलास्टिक प्रभाव के प्रति संवेदनशील है और यही आपको एक फोटोइलास्टिक परीक्षण में मिलता है और इन कंटूर का एक विशेष नाम भी है इन कंटूर को आईसोक्रोमेटिकस के रूप में जाना जाता है iso का अर्थ है स्थिर chroma का अर्थ है रंग तो यह उल्लेख करता है कि ये एक जैसे रंग के कंटूर हैं तो यह क्या है जो आप यहां पाते हैं आपके पास एक साधारण फोटोइलास्टिक परीक्षण में दिखाई देने वाले स्थिर रंगो के कंटूर हैं फोटोएलास्टिक एप्प्रेसियशन ऑफ द सेवरिटी ऑफ़ ए क्रैक अब हम वापस जाते हैं और तुलना का एक अच्छा सेट देखते हैं यहां मेरे पास एक छेद के साथ एक प्लेट है जो एक वृतिय छेद है यह इलास्टिसिटी के सिद्धांत में आपने जो सीखा था उससे अलग है इलास्टिसिटी पाठ्यक्रम के सिद्धांत में आपने क्या सीखा आप एक बहुत छोटे छेद के साथ एक अनंत प्लेट लेते हैं वास्तव में यदि आप स्ट्रेस संकेंद्रण की समझ के विकास को देखते हैं तो एक उच्च स्तर पर वैज्ञानिकों के बीच बहुत सारी बहसें हुईं और गणितज्ञ बहस कर रहे थे कि एक छोटे से छेद के साथ एक अनंत प्लेट एक छेद के बिना एक प्लेट के बराबर है वास्तव में लोगों ने यह स्वीकार करने की कोशिश में तीखी चर्चा की कि स्ट्रेस संकेद्रण हो सकता है केवल उन दिनों में फोटोइलास्टिसिटी विकसित हो गई और स्ट्रेस संकेद्रण की अवधारणा को स्थापित करने के लिए फोटोइलास्टिसिटी के परिणाम बहुत उपयोगी थे इसलिए जब आप एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का उपयोग कर रहे हैं तो आप एक छोटे से छेद के साथ एक अनंत प्लेट लेते हैं यदि आप एक परिमित प्लेट लेना चाहते हैं तो एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण नहीं होगा आपको या तो एक प्रयोग करना होगा या आपको एक संख्यात्मक विश्लेषण करना होगा तो यहाँ हमारे पास एक छेद के साथ एक परिमित प्लेट है आपने एक गोलाकार छेद लिया है और गोलाकार छेद का व्यास 12 मिलीमीटर है और यह दूसरी स्थिति है जहां यह एक दीर्घवृत्तीय छेद है फिर से प्रमुख अक्ष 12 मिलीमीटर है और यहां आपके पास किनारों में से एक से आने वाला क्रैक है जिसकी लंबाई भी 12 मिलीमीटर है आदर्श रूप से मुझे एक उदाहरण लेना चाहिए जहां मेरे पास एक क्रैक है जो केंद्र में है एक प्रयोग में केंद्र में क्रैक बनाना मुश्किल है तो एक किनारे के क्रैक का उपयोग किया जाता है और आप यहां क्या पाते हैं जब मैं एनीमेशन करता हूं तो फिर से आप पाएंगे कि जैसे जैसे लोड बढ़ता है अधिक से अधिक फ्रिंज विकसित होती हैं और यहां आपके पास एक बार है यह 7 तक बढ़ जाता है अब मुझे देखने दें कि मेरे पास 7 लोडिंग होने पर सर्कुलर होल के मामले मे किस तरह का फ्रिंज पैटर्न है और जब मेरे पास लोडिंग 7 है एक दीर्घवृत्तीय छेद के मामले में क्या होता है और क्रैक के मामले में आप क्या देखते हैं मैं चाहता हूं कि आप इसका एक स्केच बनाएं आप जानते हैं कि ये लक्षण बहुत महत्वपूर्ण हैं तो आप यहां पाते हैं कि आप स्ट्रेस संकेद्रण की विभिन्न समस्याओं के लिए सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 के कंटूर देखते हैं और आपके पास एक प्रभावी लक्षण है जब मेरे पास एक क्रैक होता है तो फ्रिंजिस क्रैक अक्ष के सममित होते है और वे आगे झुके हुए भी होते हैं जो एक दीर्घवृत्तीय छेद के मामले में भी हो रहा है आपके पास यह इस तरह से आगे की ओर झुका हुआ है और यह भी इस तरह से आगे की ओर झुका हुआ है और आपके द्वारा यहां आने वाली प्रभावी विशेषताओं में से एक लोड 7 के लिए है एक वृत्तिय छेद के साथ एक प्लेट की स्थिति में कम से कम फ्रिंज मौजूद हैं एक दीर्घवृत्तीय छेद के मामले में फ्रिंज बड़ा हो गया है और आपको छेद के किनारे पर एक और फ्रिंज की उपस्थिति भी मिलती है जबकि क्रैक कि स्थिति में आप बड़ी संख्या में फ्रिंज देखते हैं जो निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण संकेत है इसलिए इससे पहले कि हम एक गणितीय विश्लेषण में आए जब आप एक वृत्तीय छेद दीर्घवृत्तीय छेद और क्रैक की भूमिका की तुलना करते हैं तो आप पाते हैं क्रैक के पास बड़ी संख्या में फ्रिंजस होते हैं और आप तुरंत समझ सकते हैं कि क्रैक बहुत अधिक खतरनाक है आपको संदेश के रूप में मिलता है कि क्रैक बहुत अधिक खतरनाक है हम इस बात को पुष्टी करने के लिए गणित का विकास करेंगे और यह क्या है जो हम फ्रैक्चर यांत्रिकी के पाठ्यक्रम के मामले में करने जा रहे हैं संक्षेप में इस वर्ग में हमने अन्य 2 स्पैक्टैक्युलर विफलताओं को देखा था फिर हमने पहचाना की उन विफलताओं में क्या समानता है हमने पाया कि यहाँ लोडिंग की उच्च दर थी विफलता प्रकृति में ब्रिटल थी हालांकि संरचना के रूप में समग्र रूप से कोई बड़ा प्लास्टिक विरूपण नहीं था फिर हमने यह भी देखा कि फ्रैक्चर एक श्राप है या एक वरदान हमने पाया कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी लिए फ्रैक्चर आवश्यक है इसे टाला नहीं जा सकता आपको कुछ अनुप्रयोगों में फ्रैक्चर की आवश्यकता है आपको कुछ अन्य अनुप्रयोगों में फ्रैक्चर को रोकने की आवश्यकता है फिर हम यह देखने के लिए आगे बढ़े कि फोटोइलास्टिसिटी की मूल बातें क्या हैं एक बहुत ही सरल प्रकार से पेश किया गया है अब आप यह पता लगा सकते हैं कि आपको जो भी फ्रिंज मिलती हैं वह सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 के कंटूर को दिखाती हैं